तो AVR प्रोसेसर में ADD निर्देश यह add Rd Rr जैसा हो सकता है जहाँ Rd रजिस्टर फ़ाइल में गंतव्य और स्रोत है और Rr रजिस्टर फ़ाइल में एक स्रोत रजिस्टर है तो ऑपरेशन जो होगा वह है Rd में Rd प्लस Rr मूल्य मिलेगा तो यह गंतव्य और स्रोत है और दूसरा रजिस्टर अन्य स्रोत है तो इस तरह से इस इंस्ट्रक्शन को निष्पादित किया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए यह add R23 R11 है तो यह एक 16 बिट कोड 00EEB के रूप में दिया जाएगा और बिट पैटर्न कोडिंग इस तरह है तो इसमें से 5 बिट्स 00011 वे फिर से add के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे फिर अगले 5 लाल बिट्स यह 10111 वे पहले नंबर के रूप में रजिस्टर नंबर 23 देंगे और फिर यह 01011 वह 11 है तो यह दूसरा रजिस्टर ऑपरेंड है तो यह सभी इंस्ट्रक्शन इस पैटर्न का पालन करेंगे तोइसे इस तरह एक कोडिंग मिल गया है तो यह 0 बेमानी है तो यह 0 अतिरिक्त है तो यह 0 के रूप में लिया जाता है तो सभी इंस्ट्रक्शन को इस तरह कोडित किया जाएगा इसलिए यदि हम एड्रेसिंग मोड्स को देख रहे हैं तो फिर अलग अलग मोड हैं जैसे कि रजिस्टर डायरेक्ट 1 और 2 रजिस्टर के साथ इसलिए हम सीधे ऑपरेंड को एक रजिस्टर के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं या IO डायरेक्ट को तो आपके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट से कुछ डायरेक्ट डाटा और इंडिरेक्ट डाटा प्रे डेक्रेमेंट पोस्ट इन्क्रीमेंट के साथ हो सकता है और कोड मेमोरी एड्रेसिंग के साथ हो सकता है तो हम इन एड्रेसिंग मोड्स को देखेंगे रजिस्टर डायरेक्ट एक रजिस्टर जैसे INC R16 यह इंस्ट्रक्शन यह R16 रजिस्टरको बढ़ाएगा यहाँ 16 बिट इंस्ट्रक्शन हैं रजिस्टर फाइल में R16 को वह नंबर दिया गया है जो संबंधित सूचकांक d है तो ओपकोड हिस्सा वहा होगा और यह d यह 4 बिट्स उस रजिस्टर की पहचान करेगा जिस पर आप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो यह डी है तो वर्तमान रजिस्टर बैंक में रजिस्टर 16 की वृद्धि होगी या CLR R22 इसके आधार पर 22 यह गंतव्य होगा तो यह d संख्या है तो इस मामले के लिए यह d 16 होगा दूसरे इंस्ट्रक्शन में d 22 होगा तीसरे इंस्ट्रक्शन के लिए d 0 होगा इसलिए यह ऐसा होगा लेकिन 4 बिट कोडिंग 16 अलग अलग रजिस्टरों के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त होगा जो हमारे पास हैं अब आप दो रजिस्टरों के साथ रजिस्टर डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे कि यह ऐड इंस्ट्रक्शन add R 6 R 17 यहां हमारे पास यह रजिस्टर डायरेक्ट होगा और यह R r और R d इसलिए दोनों वहां हो सकते हैं और उनका उपयोग फिर से किया जा सकता है हमारे पास यहां दो रजिस्टर हो सकते हैं और सूचकांक इंस्ट्रक्शन के भाग के रूप में संग्रहीत हो सकते हैं तो यह भी एक 16 बिट कोडिंग है रजिस्टर डायरेक्ट दो रजिस्टर के साथ IO इंडिरेक्ट यहाँ IN R16PIND है तो PIND यह कुछ पोर्ट नंबर की पहचान करेगा तो यह ऐसा होगा कि यह P की पहचान करेगा तो यह opcode हिस्सा है जो IN फिर R16 कहता हैं तो यह रजिस्टर है अब यह रजिस्टर नंबर है तो यह इस n पर आ जाएगा और इस IO मेमोरी तो यह PIND यह 64 IO पिन के रूप में होगा जैसा कि हमने कहा है तो यह 64 IO स्थान है जिसे हमने देखा है हमारे पास यह 60 से है जो भी पोर्ट नंबर जो हमने पहचाना है तो उस पोर्ट से मान को इस संबंधित रजिस्टर में डाल दिया जाएगा तो इस विशेष पोर्ट से मान रजिस्टर R16 पर आ जाएगा इसी तरह Out PORTCR16 तो यह इस R16 मूल्य PORTC पर आउटपुट कर दिया जायेगा फिर से PORTC का कुछ पता होगा और उसी के अनुसार इसे चुना जाएगा फिर डेटा डायरेक्ट आप एसटीएस इंस्ट्रक्शन की तरह कह सकते हैं स्टोर डायरेक्ट टू डाटा स्पेस तो यहां हमें यह ओपकोड मिला है जो कि एसटीएस है और यह रजिस्टर जो रजिस्टर स्रोत के रूप में कार्य करेगा और यह मान इस गंतव्य पर जाएगा तो यह एलएस यह एड्रेस एक 16 बिट एड्रेस है और 16 बिट एड्रेस का उपयोग किया जाएगा जो इंस्ट्रक्शन का हिस्सा होगा और इस R16 का मान को उस विशेष एड्रेसAddress पर कॉपी किया जाएगा यह एक 32 बिट इंस्ट्रक्शन है तो 0 से 32 तक इसलिए पहले हमारे पास सभी 16 बिट इंस्ट्रक्शन थे तो यह 32 बिट इंस्ट्रक्शन है अब हमें डेटा इंडिरेक्ट मिला है तो आपके पास 3 रजिस्टर हो सकते हैं जैसा कि हमने कहा है कि X Y और Z और इन रजिस्टरों का उपयोग इंडिरेक्ट एड्रेसिंग करने के लिए किया जा सकता है तो आप कह सकते हैं कि LD R16 Y की तरह है इसलिए जहाँ भी Y रजिस्टर इशारा कर रहा है उस स्थानों की सामग्री R16 रजिस्टर पर कॉपी हो जायेगा या ST ZR16 तो Z एक और सूचक है तो जो भी हो R16 का मान वह Z रजिस्टर द्वारा इंगित मेमोरी स्थान में संग्रहीत किया जाएगा तो हमें यह एक्स वाई या जेड रजिस्टर मिला है आपके पास डाटा इंडिरेक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट भी है तो यह लोड विथ डिस्प्लेसमेंट LDD R16Y0x10 मूल्य दस है तो वाई रजिस्टर के साथ यह 10 मान को जोड़ा जायेगा और यह ऑफसेट के रूप में कार्य करेगा जहां मूल्य लिखा जाना चाहिए इसलिए यदि यह स्थान सामग्री 1000 है तो इसके साथ यह 10 जोड़ दिया जाएगा तो यह 1010 हो जाएगा और फिर उस स्थान की सामग्री को अपडेट किया जाएगा इसी तरह हमारे पास एसटीडी हो सकता है जहां हमने पहले इस अप्रत्यक्ष रजिस्टर का उल्लेख किया है और ऑफसेट को जो 0x20 कहा गया है उसके साथ जोड़ा जायेगा वह मूल्य होगा और वहा रजिस्टर R16 का मूल्य संग्रहीत किया जाएगा तो इस तरह हमें डाटा इंडिरेक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एक अन्य मोड डेटा इंडिरेक्ट विथ प्री डिक्रीमेंटट है डेटा इंडिरेक्ट विथ प्री डिक्रीमेंट यह LD है कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वहाँ LD R16 Z है तो यह है कि R16 में Z रजिस्टर द्वारा बताई गई मेमोरी लोकेशन से बताए गए मान को लोड किया जाएगा लेकिन इससे पहले Z को 1 से घटाया जाएगा तो यह प्री डिक्रीमेंट है तो Z मान को घटाया जाएगा और फिर उस एड्रेस का उपयोग डेटा मेमोरी तक पहुंचने के लिए किया जाएगा तो यह माइनस जेड है या आपके पास यह प्री डिक्रीमेंट एसटी माइनस जेड आर 16ST ZR16 हो सकती है इसलिए आप स्थान तक पहुँचने से पहले डेक्रेमेंट कर सकते हैं और पहले R16 मान को Z माइनस 1 द्वारा इंगित मेमोरी स्थान में संग्रहीत किया जाएगा और साथ ही साथ Z को 1 से घटाया जाएगा तो हम पोस्ट इन्क्रीमेंट भी कर सकते हैं तो यह जेड प्लस Zहै इसलिए इस जेड रजिस्टर मूल्य में वृद्धि की जाएगी लेकिन जेड रजिस्टर के पिछले मूल्य का उपयोग मेमोरी तक पहुंचने के लिए किया जाएगा उसके बाद इस जेड रजिस्टर सामग्री को 1 द्वारा बढ़ाया जाएगा तो यह है पोस्ट इन्क्रीमेंट मोड और इस तरह हम स्टोर इंस्ट्रक्शन पा सकते है हम पोस्ट इन्क्रीमेंट एसटी जेड प्लस आर 16ST ZR16 भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम Z रजिस्टर द्वारा इंगित मेमोरी स्थान में यह मान संग्रहीत कर सकते हैं उसके बाद इस Z रजिस्टर सामग्री को अपडेट किया जाएगा इसलिए हम डाटा इंडिरेक्ट पोस्ट इन्क्रीमेंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमारे पास प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इन्क्रीमेंट है हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री इन्क्रीमेंट नहीं है तो वे मोड वहाँ नहीं हैं लेकिन प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इन्क्रीमेंट ये दो मोड हैं जो हमारे पास डाटा इंडिरेक्ट मोड में हैं कुछ अन्य दिलचस्प इंस्ट्रक्शन जैसे हमें यह एनओपी मिला है एनओपी में हम एक चक्र के लिए कुछ भी नहीं करते हैं फिर स्लीप में चले जाते है इसलिए रीसेट या इंटरप्ट होने तक स्लीप में रहते है तो स्लीप इंस्ट्रक्शन है फिर वाच डॉग रीसेट देखें इसलिए जैसा कि हम उस पिक माइक्रोकंट्रोलर के बारे में बात करते हुए चर्चा कर रहे हैंहमें वॉच डॉग टाइमर मिला था तो यहाँ भी हमें वॉच डॉग मिला है और एक इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा आप उस वॉच डॉग को रीसेट कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूडीआर "वॉच डॉग रीसेट" का उपयोग किया जा सकता है IO पिन के लिए ये जनरल पर्पस IO पोर्ट हैं और प्रत्येक पोर्ट में 3 कण्ट्रोल रजिस्टर DDRx PORTx और PINx जुड़े हैं तो DDR रजिस्टर डाटा डायरेक्ट रजिस्टर है तो यह बताएगा कि क्या पिन एक इनपुट पिन या आउटपुट पिन के रूप में कार्य करेगा तो अगर यह 0 है तो यह एक इनपुट पिन होगा और यदि डीडीआर रजिस्टर में बिट 1 है तो यह आउटपुट पिन के रूप में कार्य करेगा फिर पोर्ट यह पिन आउटपुट के रूप में कार्य करेगा या यह एक रीड ऑपरेशन होगा और फिर रीड ट्वीक तो हम उस पर आएंगे और एक पिन है तो वहाँ एक पिन है जिससे पोर्ट की पहचान की जा सकती है पोर्ट इनपुट इसलिए यह रजिस्टर केवल रीड ओनली है तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं फिर IO पिन और पैकेज हैं तो 15 प्रोग्रामेबल IO लाइनें हैं तो इसका उपयोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है जहां तक टाइमर का सवाल है इसे 8 बिट टाइमर मिला है और ये टाइमर रैप अराउंड अप काउंटर हैं इन्हें रैप अराउंड अप काउंटर के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है इसलिए ओवरफ्लो के बाद यह 0 पे आ जाएगा और वहां से यह जा रहा होगा और एक इंटरप्ट कोट्रोलर होगा इसलिए ओवरफ्लो पर एक इंटरप्ट है जैसे कि अगर टाइमर या काउंटर ओवरफ्लो करते हैं तो यह इंटरप्ट उत्पन्न होगी और यह प्रोसेसर को बताया जा सकता है कि एक इंटरप्ट उत्पन्न हुई है तो यह आरेख यह मेगा 16 प्रोसेसर के लिए एक पिन आरेख है तो आप देखते हैं कि आपके पास पोर्ट के रूप में पीए 0 से पीए 7 तक पोर्ट के रूप में पीबी 0 से पीबी 7 तक कई पोर्ट हो सकते हैं तो ऐसे4 पोर्ट हैं PA PB PC और PD और T0 और T1 जैसे टाइमर हैं दो टाइमर हैं फिर हमें एनालॉग इनपुट 0 1 मिला है इस एनालॉग इनपुट के लिए फिर कुछ विशेष लाइनें हैं जिन्हें आप यहां देख सकते हैं MOSI मास्टर आउट सलयेविनग है और MISO फिर यह SS बार और SCK है तो इनका उपयोग कुछ विशेष सीरियल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है जिसे SPI या सीरियल पेरीफेरल इंटरफ़ेस के रूप में जाना जाता है जो इस प्रकार है तो यह सीरियल पेरीफेरल इंटरफ़ेस या एसपीआई यह एक बहुत ही सरल प्रकार का इंटरफ़ेस प्रोसेसर और डिवाइस के बीच है तो एक मास्टर है और एक स्लेव है तो यह मास्टर है और यह स्लेव है और डेटा ट्रांसफर बहुत सरल है मास्टर और स्लेव दोनों को एक ही रजिस्टर मिला है उन्हें एसपीआई रजिस्टर कहा जाता है तो यह एक अनुमान है कि यह मास्टर में SPI रजिस्टर है तो यह एक 8 बिट रजिस्टर है और स्लेव को भी एक एसपीआई रजिस्टर मिला है जो 8 बिटहै अब एक पिन है जो मास्टर आउट स्लेव इन है या MOSI तो मास्टर की ओर से हम इसे इस तरह देख सकते हैं तो फिर एक और पिन है जो स्लेव क्लॉक है तो यह स्लेव क्लॉक है और एक और पिन है जो स्लेव सेलेक्ट तो यह कॉन्फ़िगरेशन है अब जब डेटा ट्रांसफर होगा तो यह एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है और यह पूरी चीज इस स्लेव क्लॉक द्वारा नियंत्रित होती है तो मास्टर क्लॉक दे रहा होगा और हस्तांतरण उस पर आधारित होगा और जो हस्तांतरण होता है वह मूल रूप से एक एक्सचेंज है तो यह स्थानांतरण जो होता है वह इन दो रजिस्टर मूल्यों का एक आदान प्रदान है तो कोई दिशा या संचरण नहीं है इसलिए यह हमेशा द्वि दिशात्मक है तो यह SPI मान इस MOSI लाइन से होकर इस तक जाएगा और यह मान इस MISO लाइन से होकर इस तक आ जाएगा तो इस तरह से दो सामग्री के बीच एक आदान प्रदान होता है तो यह एक बहुत ही सरल प्रकार का प्रोटोकॉल है और कई एम्बेडेड सिस्टम वे इस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं क्योंकि इंटरफेसिंग डिवाइस जिन्हें हम जोड़ने जा रहे हैं वे बहुत सरल होते हैं और वे बहुत जटिल संचार प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करते हैं और इसलिए यह सीरियल पेरीफेरल इंटरफ़ेस या एसपीआई यह प्रयोग किया जाता है यह एक बहुत ही सरल प्रोटोकॉल है ठीक है तो आप हमेशा इस प्रकार के प्रोटोकॉल को एक माइक्रोकंट्रोलर में समर्थन कर सकते हैं लेकिन एटमेगा श्रृंखला में आप देखते हैं कि आपको यह बात सीधे कार्यान्वित हो गई है तो आपको यह स्लेव सेलेक्ट लाइन फिर MOSI MISO और यह स्लेव क्लॉक मिल गई है इसलिए वे एसपीआई प्रकार के इंटरफ़ेस करने के लिए उपयोगी हैं जो हमारे पास एक और दिलचस्प इंटरफ़ेस है वो इस एसडीए और एससीएल लाइन के माध्यम से है तो यह एक और प्रकार के इंटरफ़ेस के लिए है जिसे I वर्ग C इंटरफ़ेस के रूप में जाना जाता है इसलिए वे इस I2C इंटरफ़ेस इंटर इंटीग्रेटेड सर्किटके लिए हैं उन्हें IIC या I वर्ग C या I2C विभिन्न नाम मिला है ठीक हैं तो यहां ऐसा होता है कि हमें दो बसें मिल गई हैं एक को एसडीए और दूसरे को एससीएल कहा जाता है और फिर हमें ये उपकरण मिल गए हैं जो इस बस से जोड़े जाएंगे तो प्रत्येक डिवाइस को एसडीएल के साथ एक कनेक्शन और एससीएल के साथ एक कनेक्शन मिला है यह इस तरह होगा अब जब संचार होता है तो यह मास्टर यदि यह एक मास्टर है और ये दो डिवाइस हैं तो यह मास्टर इस डिवाइस एड्रेस को बस में डाल देगा और डिवाइस जिसका वह एड्रेस होगा तो यह उस मूल्य को समझेगा और फिर यह अगली बाइट होगी जो इसका अनुसरण करेगा तो यह एक सीरियल ट्रांसमिशन है इसलिए अगली बाइट जो अनुसरण करेगी उसे डिवाइस द्वारा ली जाएगी तो यह एक दो तार वाला इंटरफ़ेस है जहां हमें केवल दो लाइनें एसडीए और एससीएल मिले हैं और यह सीरियल ट्रांसमिशन है लेकिन हमारे पास कई बस मास्टर और कई बस स्लेव हो सकते हैं जिन्हें हम इस प्रणाली से जोड़ सकते हैं तो यह मास्टर 1 है यह मास्टर 2 है और एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि कोलिशन हो सकती है या कुछ और तो इस तरह की विभिन्न चीजें हैं विभिन्न प्रोटोकॉल हैं I2C में लेकिन फिर भी यह फुल फ्लेङ्गे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की तुलना में बहुत सरल है जहां मेरे पास अनके उपकरण होगी बसों से जुड़े हुए बस आर्बिटर और वह सभी होंगे तो वे चीजें यहाँ नहीं हैं इसलिए यह SPI और I वर्ग C वे दो बहुत ही सरल इंटरफेसिंग मानक हैं और प्रोसेसर कीअटमेगा श्रृंखला में इसलिए आप उन्हें पाएंगे तो वे उपयोगी हैं सिस्टम में कुछ सरल डिवाइस को जोड़ने के लिए तो इनमें से कई डिवाइस जैसे कि रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल फिर यह एडीसी मॉड्यूल फिर यह छोटा मेमोरी चिप्स उनके पास एसपीआई या आई स्क्वायर सी इंटरफेस हैं तो इस तरह से डिजाइन उन लोगों के लिए सरल हो जाता है जैसे कि उन प्रोसेस या उन चिप या अगर आप एक सेंसर डिजाइन कर रहे हैं और हम उस सेंसर के साथ एक अच्छा इंटरफेस के लिए हम परेशान नहीं हो रहे हैं और उस सेंसर के पास यूएसबी इंटरफ़ेस या आर एस 232 सी इंटरफेस नहीं है तो यह इन इंटरफेस में से किसी एक का समर्थन कर सकता है और यह डिवाइस इस एटमेगा श्रृंखला प्रोसेसर से बात करने में सक्षम होगा तो हमें यह टाइमर काउंटर 0 मिला है यह 8 बिट अप काउंटर है यह 0 से 255 तक गिनता है और फिर 0 पर वापस जाता है क्लॉक का स्रोत आंतरिक या बाहरी हो सकता है तो जब यह एक क्लॉक स्रोत है तो यह एक टाइमरहै जब यह क्लॉक के स्रोत बाहरी है तो यह एक काउंटर है जिसमें एक प्रिस्कलर हो सकता है तो आप इस टाइमर मान को कुछ प्रारंभिक मूल्य पर आरंभ कर सकते हैं तो इस तरह यह वहां से गिनती शुरू कर सकता है फिर आउटपुट OC0 के माध्यम से कैप्चर किया जाता है जो कि पीबी 3 पिन 4 है इसलिए यदि आउटपुट ओवरफ्लो है तो इस पर कैप्चर कर लिया जाएगा यह भी ओवरफ्लो पर इंटरप्ट उत्पन्न करेगा इसलिए जब भी यह 255 से 0 तक का संक्रमण करता है तो आप इसे एक इंटरप्ट को ट्रिगर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो आप इसे इंटरप्ट ट्रिगर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं ठीक उसी तरह जैसे 8051 में हमने देखा है कि टाइमर को प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि यहाँ पर इंटरप्ट उत्पन्न हो तो यहां भी वही बात है आप इंटरप्ट को ला सकते हैं तो OCO आउटपुट कंपेयर है तो यह एक आउटपुट कंपेयर मैच आउटपुट है इसलिए यह तब होता है जब यह TCNT0 OCR0 के साथ मेल खाएगा तो आउटपुट कंपेयर रजिस्टर 0 है तो यह मान वहां स्थानांतरित हो जाएगा और जब भी यह काउंट मूल्य इस OCR0 रजिस्टर मूल्य आउटपुट कंपेयर रजिस्टर के बराबर हो जाता है तो यह आउटपुट कंपेयर मैच सक्षम हो जाएगा तो इसका उपयोग टाइमर काउंटर कंपेयर मैच के लिए बाहरी आउटपुट के रूप में हल करने के लिए किया जा सकता है इसलिए आंतरिक रूप से यह टाइमर कुछ कर रहा है और यदि आप कुछ घटना की विशेष बिंदु का पता लगाना चाहते हैं तो आप वांछित समय मान को OCR रजिस्टर में डाल सकते हैं और फिर आप इस OCO पिन को देख सकते हैं जब भी यह टाइमर मान उस OCR0 रजिस्टर के साथ मेल खाएगा तो यह टाइमर काउंटर 0 कंपेयर मैच है तब उस आउटपुटOCO पिन को उच्च बनाया जाएगा तो बाहरी दुनिया के लिए आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान मूल्य में एक मैच है तो हम इसका उपयोग कई अन्य ऑपरेशनों को ट्रिगर करने के लिए कर सकते हैं तो इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है फिर हमें एक और टाइमर मिला है जो कि AVR टाइमर काउंटर 1AVR TimerCounter 1है जो एक 16 बिट टाइमर है वहां ड्यूल कॉम्पटर ए और बी हैं आउटपुट तुलना के लिए यह एक अप काउंटर हैयह एक ओवरफ्लो इंटरप्ट प्रदान करता है यह अप काउंटर ए बी के साथ तुलना करता है अगर तुलना मैच होती है तो एक इंटरप्ट उत्पन्न होगी और यह इंटरप्ट आईसीपी पिन पर बाहरी घटना को कैप्चर करेगी तो एक आईसीपी पिन है अगर कुछ बाहरी मूल्य है जो आप मैच करना चाहते हैं तो आप बाहरी घटना को आईसीपी पिन के माध्यम से ले सकते हैं जब यह काउंटर मोड के रूप में काम कर रहा हो इसे 8 9 या 10 बिट पल्स विड्थ मॉडुलेशन अनुप्रयोगों के रूप में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यदि आप ट्रांसमिशन के लिए कुछ पल्स विड्थ को मॉड्युलेट करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग अप डाउन मोड में 8 9 या 10 बिट पल्स विड्थ माड्यूलेशन में कर सकते हैं टाइमर या काउंटर के इनपुट कैप्चर यूनिट यह बाहरी घटनाओं को कैप्चर करेगा और उन्हें घटना के समय का संकेत देने वाला एक टाइम स्टैम्प देगा इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो इसके पास है तो आप घटनाओं के होने के टाइम स्टैम्प को प्राप्त कर सकते हैं बाहरी संकेत एक घटना या कई घटनाओं को इस ICP 1 पिन के माध्यम से या एनालॉग कॉम्पटर यूनिट के माध्यम से दर्शाते है तो इस तरह से आप AVR माइक्रोकंट्रोलर्स को ये बाहरी सिग्नल दे सकते हैं टाइम स्टैम्प जो हमें मिला है हम इसका उपयोग फ्रीक्वेंसी ड्यूटी सयकल के गणना के लिए या सिग्नल की अन्य विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं तो यह ऐसा है जैसे कुछ सिग्नल आ रहा है और हम सिग्नल की कुछ विशेषता को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अलग अलग जैसे जैसे सिग्नल के मूल्य बदल रहे हैं हमने सिग्नल के मूल्यों को टाइमर काउंटर मॉड्यूल से पकड़ रहे हैं तो हम इसके टाइमस्टैम्प प्राप्त कर सकते हैं बाद में हम इसका उपयोग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या कुछ अन्य विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं ताकि अन्य एप्लिकेशन के लिए कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लिकेशन के लिए उपयोग किया जा सके वैकल्पिक रूप से यदि उनका उपयोग टाइम लॉग बनाने के लिए भी किया जा सकता है जैसे कि यदि आप कहते हैं कि एक टेलीफोन कॉल है तो कॉल कितने समय के लिए हुई है तो आप कॉल शुरू होने पर शुरू कर सकते हैं तो आप टाइमस्टैम्प को संग्रहीत कर सकते हैं और फिर कॉल समाप्त होने पर आप फिर से टाइमस्टैम्प प्राप्त कर सकते हैं आंतरिक रूप से यह टाइमर चल रहा है ताकि आप वहां से टाइमस्टैम्प प्राप्त कर सकें और आप कॉल की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तो इस तरह से टाइमस्टैम्प सुविधा का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है फिर टाइमर 1 में इसे दो आउटपुट तुलना OCR1 A और B मिले हैं वे 16 बिट रजिस्टर हैं ठीक हैं जब इस OCR1 A या 1B का मान टाइमर के साथ मेल खाता है तो उपयोगकर्ता परिभाषित कार्रवाई OC1A या 1B पिन पर हो सकती है जैसे हम पिन को सेट या रिसेट या रिवर्स कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है जैसे कि जब भी यह मिलान होगा तो आप सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हैं तो उस विशेष P पिन को सेट या रीसेट कर दिया जाएगा यदि यह किसी एलईडी से जुड़ा हो उस एलईडी में चमक होगी जब मैच होगा है और इंटरप्ट को भी ट्रिगर किया जा सकता है और टाइमर 1 को 0पर साफ़ किया जा सकता है या तो आप अन्य प्रोसेसर में पा सकते है उदाहरण के लिए 8051 में हैवहा टाइमर शुरू होता है और जब टाइमर ओवरफ्लो होता है तो यह एक इंटरप्ट देता है लेकिन समय के मूल्यों के बीच यदि आप कुछ स्टैम्पिंग प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि यदि आप बीच में कुछ अधिसूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है तो आपको उस समय के मूल्य के साथ टाइमर को रोकना होगा तभी आप उस अधिसूचना को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इस मामले में यह अधिक लचीला है क्योंकि मैं इस टाइमर को इस तरीके से प्रोग्राम कर सकता हूं कि जब समय का मूल्य एक निश्चित मान से मिलता है तोOCR रजिस्टर सेट हो जाता है इसलिए हम कुछ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जैसे बिट्स को साफ़ करना या एक इंटरप्ट को सेट करना या टाइमर को 0 पर रीसेट करके रोकना एक बार सेटअप होने के बाद आउटपुट की तुलना सॉफ्टवेयर के हस्तक्षेप के बिना संचालित होगी इसलिए आपको केवल यह बताना है कि मुझे इसकी तुलना करने की आवश्यकता है तो जब यह एक बार हो जाता है तो यह लगातार करता रहेगा इसलिए सटीक पुनरावर्ती समय के साथ यह आवर्ती समय के लिए इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब घटना फिर से हो रही हो तो आप आवृत्ति या कुछ टोन जेनरेशन का पता लगा सकते हैं साउंड इफेक्ट के लिए कुछ विशेष आवृत्ति पर टोन उत्पन्न करना चाहते हैं इसलिए विभिन्न ध्वनियों की विभिन्न संख्या और उनमें से प्रत्येक कुछ अलग अलग आवधिक सीमाओं के उत्पादन के लिए किया जाएगा इसलिए इस तरह मैं इस आउटपुट कैप्चर भाग को नियंत्रित करके और फिर डिजिटल सिग्नल जनरेशन जैसे इन्फ्रारेड कम्युनिकेशन फिर सॉफ्टवेयर चालित सीरियल पोर्ट्स कर सकता हूं इसलिए हालांकि जहाँ भी हमें किसी प्रकार की आवधिक चीज़ की आवश्यकता होती है जैसे कि 8051 में लगातार होती है हमारे पास वह मोड 2 था जहाँ यह एक ऑटो रीलोड प्रकार का ऑपरेशन था लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है तो यहाँ यह है कि आप इस OCR और टाइमर 1 आउटपुट का उपयोग इस ऑपरेशन को करने में कर सकते हैं